इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 30 है हम डबल इंटीग्रल्स पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं आज विशेष रूप से हम डबल इंटीग्रल्स के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे हम उदाहरण 1 से शुरू करते हैं डबल इंटीग्रल का उपयोग करके पैराबोला yx2 और रेखा yx के बीच के रीजन का एरिया ज्ञात कीजिए अतः यहां पर हमें दो कर्वस दिए हुए हैं एक पैराबोला yx2 है और दूसरा सरल रेखा yx है इन दोनों कर्वस के बीच का एरिया हमें डबल इंटीग्रल का उपयोग करके ज्ञात करना है इसको ज्ञात करने का तरीका हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम फंक्शन 1 को सरल तरीके से इस रीजन पर इंटीग्रेट कर सकते हैं और इन दोनों कर्वस के बीच का एरिया ज्ञात कर सकते हैं निश्चित रूप से हमारे पास दो कर्वस है पैराबोला yx2 और सरल रेखा yx अब हमें इनके इंटरसेक्शन का बिंदु ज्ञात करना है जो इस केस में बहुत सरल है अतः yx2x है और यह हमें इंटरसेक्शन का बिंदु देगा इससे हमें x2 x0 मिलता है तो हमें x0और x1 मिलता है इनके कोरेस्पॉन्डिंग y हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं x0पर y0 है और x1 पर y1 है अतः यह दो इंटरसेक्शन के बिंदु हैं और अब हम इन दोनों कर्वस के बीच के एरिया को ज्ञात करेंगे हमें यहां पर लिमिट्स ज्ञात करनी है इस इंटीग्रल की लिमिट्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास यह दो पॉसिबिलिटीज है यह तो हम पहले x दिशा में ले और फिर y दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता उदाहरण के लिए हम पहले y दिशा में लेते हैं और फिर x दिशा में तो y दिशा में हमारी लिमिट्स इस कर्व उस कर्व तक है और यह रेखाएं एरिया में x0 से x1 तक जाती है तो यहां पर यह कर्व yx2 है और ऊपर वाला yx है अतः y दिशा में हम इस कर्व से yx2 एंटर कर रहे हैं और yx से बाहर निकल रहे हैं तो यहां पर y की लिमिट्स yx2 से yx है और ये रेखाएं x0 से x1 तक जाती है यह इंटीग्रल हमें दोनों कर्वस के बीच के बॉउंडेड रीजन का एरिया देता है अब हमें इस इंटीग्रल को ज्ञात करना है जो हमें दोनों कर्वस के बीच के रीजन की एरिया देगा जहां हम बाहर वाले को 0 से 1 रखते हैं और अंदर वाले को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के बाद हमें y मिलेगा जिसकी लिमिट्स हमें x2 से x लगानी है और फिर हमारे पास dx है यह 0 से 1 होगा y की अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट x2 है अतः हमारे पास x x2 है और फिर हमारे पास dx है और अब हम सिंगल इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां पर हमें x22 x33मिलेगा और लिमिट्स 0 से 1 होंगी तो अप्पर लिमिट रखने से हमें 12 13 मिलेगा और लोअर लिमिट रखने से हमें 0 मिलेगा यह हमें 16 देगा यह पैराबोला और सरल रेखा के बीच के बीच का एरिया है यह हमारे इंटीग्रल का मान है 01x2xdydx01yx2xdx01dxx22 x330116 हम एक और उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा कठिन है डबल इंटीग्रल का उपयोग करके पैराबोला yx2 और रेखा yx2 के बीच के रीजन का एरिया ज्ञात कीजिए यहां हमारे पास yx के स्थान पर yx2 है रेखा yx2 Y एक्सिस को y 2 पर काटती है दोनों कर्वस के इंटरसेक्शन का बिंदु ज्ञात करने के लिए हम x2x2 रखते हैं यानी कि x2 x 20 यह हमें x10 देता है अतः x 1 2 है हमारे पास यह दो बिंदु है जहां पर दोनों कर्वस इंटरसेक्ट करते हैंइसके अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं है एक बिंदु 24 है और दूसरा बिंदु 11 और हम यहां पर इन दोनों को के बीच के बॉउंडेड एरिया को ज्ञात कर रहे हैं अब हम y दिशा में इस कर्व से इस रेखा तक चल रहे हैं अतः y की दिशा में यह रेखा yx2 से yx2 तक जाती है और x की दिशा में 1 से 2 तक जाती है अतः इस इंटीग्रल के मान से हम दो कर्वस के बीच का बॉउंडेड एरिया ज्ञात कर सकते हैं इस इंटीग्रल का इंटीग्रैंड 1 होगा और हमारे पास dy dx होगा अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट y के रिस्पेक्ट में पैराबोला yx2 से रेखा yx2 तक होगी औरx की लिमिट जैसा कि हमने डिस्कस किया 1 से 2 तक होगी इसको इंटीग्रेट करके हम आसानी से दो कर्वस के बीच का बॉउंडेड एरिया ज्ञात कर सकते हैं 12x2x2dydx92 अब हम एरिया का एक और उदाहरण लेंगे डबल इंटीग्रल का उपयोग करके कर्वस xy2yx24 और y4 के बीच के बॉउंडेड एरिया ज्ञात कीजिए इसको हल करने के लिए हम डबल इंटीग्रल का उपयोग करेंगे हमारे पास यहां पर तीन कर्वस हैं xy2yx24 और y4 हम इन कर्वस के ग्राफ को देखते हैं हमारे पास यहां सरल रेखा y4 जो y के पैरेलल है yx24 पैराबोला है और xy2 है हमारे पास कर्व xy2 है यहां पर जब x→0 जाता है तब y →∞ जाएगा और जब y →0 जाएगा तब x →∞ जाता है तो हमारे पास xy2 यहां है yx24 यहां है और यह सरल रेखा y4 है इन तीनों कर्वस से बॉउंडेड एरिया निश्चित रूप से यह है यह बहुत एरिया है जो हम डबल इंटीग्रल का उपयोग करके ज्ञात करना चाहते हैं इस केस में यह पॉसिबिलिटी है कि हम पहले x ऐक्सिस की तरफ जाएं और फिर yऐक्सिस की तरफ लेकिन इस केस में यदि हम पहले x ऐक्सिस की तरफ जाएं तो क्या होगा हम कर्व xy2से कर्व yx24 की तरफ जाते हैं औरy की दिशा में हम इस बिंदु जो कि इंटरसेक्शन बिंदु है और हमें ज्ञात करना है से y4 तक जाते हैं जो कि हमें दिया हुआ है लेकिन यदि आप पहले y दिशा को फिक्स करते हैं तो समस्या यह होगी कि हम हमेशा इस कर्व से इस रेखा तक जाएंगे लेकिन इस बिंदु तक इसके आगे पैराबोला yx24 से उस रेखा तक अतः इंटीग्रल को हमें दो रीजंस में विभाजित करना पड़ेगा एक यह होगा और दूसरा वह होगा इसीलिए इसकी अपेक्षा यदि हम पहले x के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो यह सरल होगा क्योंकि तब हम इस कर्व से उस कर्व तक जाएंगे और हमेंडोमेन को विभाजित नहीं करना पड़ेगा और y की दिशा में इस बिंदु से उस बिंदु तक हमें xy2 औरyx24 का इंटरसेक्शन बिंदु ज्ञात करना है अतः हम 2xx24 रखते हैं तो हमें x2 मिलता है जब हम x2 y2 x में रखते हैं तो हमें y 1 मिलता है अतः यहां पर बिंदु 2 1 हैं और रेखा y 4 है अतः y की दिशा में हम y 1 से y 4 तक जाते हैं और x की दिशा में हम x2y सेx 2y तक जाते हैं तो अब हम इंटीग्रल लिखते हैं अंदर वाला इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में है और बाहर वाला y के रिस्पेक्ट में अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट x2y सेx 2y है और बाहर वाले इंटीग्रल की लिमिट y 1 से y 4 है अब हम इन तीन कर्वस से बॉउंडेड रीजन का इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं तो चलिए हम यह करते हैं यह वह इंटीग्रल है जिसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं हम अंदर वाले इंटीग्रल को पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और फिर बाहर वाले को y के रिस्पेक्ट में y14x2y2ydxdyy112y 2ydy 2×23 y32 2 y 14438 1 2 4 4×73 2 4 283 2 4 हमने तीन उदाहरण देखें जहां हमने कर्वस के बीच का बॉउंडेड एरिया ज्ञात किया कभी यह दो कर्वस थे और कभी तीन इस केस में यह एरिया तीन कर्वस से बॉउंडेड था और हमारे पास इसका दूसरा एप्लीकेशन था जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वह था सॉलिड का वॉल्यूम डबल इंटीग्रल का उपयोग करके सॉलिड zxy जो y4 x2x1x2 और x axis रीजन से इनक्लोज्ड है का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए यहां पर हमें डबल इंटीग्रल का उपयोग करके सॉलिड का वॉल्यूम ज्ञात करना है हमारे पास पैराबोला y4 x2 औरx1 औरx2 से इंक्लोज्ड रीजन सरफेस zxy पर है हमारे पास ये तीन कर्वस और चौथी x axis है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस डोमेन में रीजन क्या है और फिर हमारे पास सरफेस का फंक्शन zxy है हमें सरफेस के नीचे xy प्लेन में इस इनक्लोज्ड एरिया पर वॉल्यूम ज्ञात करना है हमें सबसे पहले रीजन का स्केच बनाना है तो हमारे पास यह पैराबोला है और ये तीन रेखाएं हैं तो हमारे पास यह पैराबोला y4 x2 है जब x0 है तब y4 है वर्टिक्स यहां पर है यह रेखा यहां पर है और फिर हमारे पास x एक्सिस है तो चारों कर्वस से बॉउंडेड रीजन यह है यहां पर रेखा x2 का कोई रोल नहीं है क्योंकि यह इस पैराबोला और इस लाइन के इंटरसेक्शन बिंदु से गुजर रही है तो जब हम रेखा x2 को हटा देते हैं तब भी इनक्लोज्ड रीजन पहले जैसा ही रहता है अब हमें यहां पर यह बिंदु भी चाहिए पैराबोला y4 x2 और रेखा x1 से यह बहुत स्पष्ट है कि जब x1 है तब y3 है तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेटस 13 है और पैराबोला y4 x2 और रेखा x2 हमें इस बिंदु के कोऑर्डिनेटस मिलते हैं जो है 20 अब हमें सिर्फ लिमिट्स लगानी है और हमारा फंक्शन यानी कि इंटीग्रैंड xy है तो यह ऑटोमेटिकली एक डबल इंटीग्रल है जिसका इंटीग्रैंड xy है और जो हमें सरफेस के नीचे और xy प्लेन के ऊपर सॉलिड का वॉल्यूम देता है इसकी लिमिट ज्ञात करने के लिए हमारे पास से दो पॉसिबिलिटीज है हम पहले xदिशा में जा सकते हैं या y दिशा में पहले तो चलिए हम पहले xदिशा में चलते हैं तो अंदर के इंटीग्रल के लिए यह रेखा इस बिंदु से उस बिंदु तक चलती है हमारा इंटीग्रैंड यहां पर xy होगा क्योंकि हमें फिर से सॉलिड मिलेगा यदि हम xy की जगह पर यह लगाते हैं तो हमें इस रीजन का एरिया मिलेगा जो कि इस फिगर में दिखाया गया है x की लिमिट्स के लिए हम देखते हैं कि डोमेन में हमेशा हमारी रेखा x1से शुरू होती है और पैराबोला y4 x2 पर खत्म होती है तो हम लिख सकते हैं x 4 y अंदर के इंटीग्रल के लिए x की लिमिट्स x1 से x 4 y है और बाहर के इंटीग्रल के लिए yकी लिमिट्स y0 से y3 है हम इस डबल इंटीग्रल का मान ज्ञात करना चाहते हैं जो हमें सरफेस zxyके नीचे सॉलिड का वॉल्यूम देगा अब हम इस इंटीग्रल को इवैल्युएट करते हैं इस इंटीग्रल की लिमिट्स हमने अभी देखी हमारा x 1 से 4 y और y 0 से 3 है हम इसे x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं यानी कि इसका इंटीग्रेशन x22 होगा x की लिमिट्स लगाने पर हमें y2 मिलता है जो सरल करने पर 1 2है हमारे पास 1 2 dy है हमें इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 0 से 3तक करना है इंटीग्रेशन के बाद हमें 1 2 मिलता है लिमिट्स 0 से 3लगाने पर और सरल करने पर हमें 94मिलता है अतः सरफेस zxy के नीचे और xy प्लेन के ऊपर पैराबोला और इन तीन रेखाओं से इनक्लोज्ड रीजन के सॉलिड का वॉल्यूम 94 है अतः इस इंटीग्रल का मान 94 है अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा उदाहरण डिस्कस करते हैं जहां हम एक सॉलिड का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे जिसका बेस xy प्लेन में है और वह कर्व xy16 yx y0 और x 8 से बॉउंडेड है इनमें से तीन रेखाएं हैं और एक वैसा ही कर्व है जैसा हम पिछले उदाहरण के फिगर में बना चुके हैं तो अब हमारे पास चार कर्वस है निश्चित ही इन चारों कर्वस से इनक्लोज्ड रीजन यह है अब हम सॉलिड का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे जो इस रीजन के ऊपर है और नीचे से xy16 प्लेन से बॉउंडेड है इसका बेस यह है और प्लेन zx है यहां पर सरफेस zx है तो अब हमारा इंटीग्रैंड x होगा हमारे पास फिर से वही सिचुएशन है की या तो हम पहले y दिशा में जाएं या पहले x दिशा में लेकिन दोनों ही केस इसमें हमें डोमेन को विभाजित करना पड़ेगा क्योंकि यदि हम x दिशा में भी जाते हैं तो भी इस बिंदु तक अलग स्थिति है और इसके बाद यह yx से शुरू होकर xa पर खत्म होता है यदि हम y दिशा में पहले जाते हैं तो भी हमारे पास यह दो रीजंस है एक यह है जो y0 से yx तक है और फिर 4 से 8 तक हमारे पास दूसरा कर्व है तो यह बिंदु कौन सा है यह इंटरसेक्शन का बिंदु भी महत्वपूर्ण है यह yx है और यह xy 1 6 है यह हमें x216 देता है जिससे x4 मिलता है तो स्वाभाविक रूप से y 4 है यह बिंदु यहां पर है तो हम पहले y दिशा में ले सकते हैं और फिर x दिशा में हमारे पास यहां पर दो इंटीग्रल्स होनी चाहिए पहले y दिशा में फिर x दिशा में यहां पर इंटीग्रैंड x होगा तो y दिशा में यहां पर पहले रीजन के लिए जो की ट्रायंगल है y0 से yx तक है और फिर x इस बिंदु से इस बिंदु तक जाता है यानी कि 0 से 4 और दूसरा रीजन में x 4 से 8 तक जाता है और y फिर से y0 से xy 1 6 तक जाता है यानी कि y0 से y16x तक और फिर हमारे पास dy dx है अब हम इस इंटीग्रल का मान ज्ञात करेंगे यह बहुत ही सरल इंटीग्रल है जब पहला वाला yके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें y मिलता है और लिमिट्स लगाने के बाद हमें x मिलता है तो हमारे पास पहले इंटीग्रल में x2dx है जिसकी लिमिट्स 0 से 4 है और दूसरे वाले में जब हम yके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें y मिलता है और लिमिट्स लगाने के बाद हमें 16xमिलता है तो हमारे पास दूसरे इंटीग्रल में 16 dx है जिसकी लिमिट्स 4 से 8है तो हमारे पास अब दो इंटीग्रल्स है पहला वाला x2dx है जिसकी लिमिट्स 0 से 4 है जिसको इंटीग्रेट करने से हमें x33 मिलता है और लिमिट्स लगाने पर 643 मिलता है दूसरा इंटीग्रल 16 dx है जिसकी लिमिट्स 4 से 8है जिसको इंटीग्रेट करने पर हमें 16 x मिलता है और लिमिट लगाने पर 64 मिलता है तो हमारे पास 643 64 है यहां पर यदि मैं 64 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास 131 बचता है जो सरल करने पर 6443 है जो अंततः 2563 है अतः 2563 उस सॉलिड का वॉल्यूम है जो प्लेन zx के नीचे है और कर्व xy16 yx y0 और x 8 से बॉउंडेड है अतः मान 2563 है 040xxdydx48016xxdydx2563 और अब हम आज के लेक्चर का आखिरी उदाहरण करते हैं हम सॉलिड का वॉल्यूम ज्ञात करना चाहते हैं जिसका बेस xy प्लेन में है लेकिन अब हमारे पास पैराबोला y 4 x2 है सरल रेखा y 3x है और ऊपर हमारे पास प्लेन z x4 है तो फिर से उसी के समान समस्या है तो इसका इंटीग्रैंड x4 है और इसका रीजन हम y 4 x2 और y 3x से ज्ञात करेंगे यहां पर ये रेखाएं हैं हमने पहले के उदाहरण में भी ऐसा रीजन देखा है तो अब यह रीजन है जहां हम प्लेन zx4 के नीचे का वॉल्यूम ज्ञात करना चाहते हैं हमें यहां पर इंटरसेक्शन के बिंदु ज्ञात करने है इसके लिए हमें y 4 x23x रखना है इससे मुझx23x 40 मिलता है जिस को सरल करने पर हमें x4x 10 मिलता है अतःx1 और x 4मिलता है यह दो बिंदु है x के कॉरस्पॉडिंग y हम y 3x से ज्ञात कर सकते हैं तो x1 के लिए y 3 है और x 4 के लिए y 12 है तो ये बिंदु है और अब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं हमें इंटीग्रल्स को लिखना है और सवाल फिर से वही है कि हम पहले x दिशा में इंटीग्रेट करें या y दिशा में तो चलिए हम पहले y दिशा में इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यह सरल होगा y दिशा में यह हमेशा इस रेखा से शुरू होता है और इस पैराबोला पर खत्म होता है यानी कि यह y फिर dx और y रेखा y 3x से पैराबोला y 4 x2 तक है और x 4 से 1 तक है हमें इंटीग्रल का मान ज्ञात करना है और उसका इंटीग्रैंड x4 है हमें देखना है कि सिर्फ एक ही इंटीग्रल है क्योंकि हमें पूरे रीजन को कवर करना है यह रेखा हमेशा इस रेखा से शुरू होती है और इस पैराबोला पर खत्म होती है और हमने x लिमिट्स 4 से 1 तक ली है तो हमें मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ इस सरल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है V 413x4 x2x4dydx इस केस में यह डबल इंटीग्रल के टर्म्स में वॉल्यूम है यह इंटीग्रैंड बहुत ही सरल है और हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैलकुलेशंस के बाद हमें इसका मान 62512 प्राप्त होता है आज हमने यह देखा की डबल इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन विशेष रुप से एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना है आगे के लेक्चर्स में अब दूसरे एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें हम सरफेस एरिया भी ज्ञात कर पाएंगे अभी हमने डोमेन के फंक्शन का सिर्फ एरिया निकाला है बाद में हम डबल इंटीग्रल्स का उपयोग करके दी हुई सरफेस का सरफेस एरिया भी ज्ञात करेंगे एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवार्ड एप्लीकेशन है जो आज हमने कवर किया यह कुछ रेफरेंसेस है जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को बनाने के लिए किया है